छात्रों का स्वागत है पिछली कक्षा में हमने क्रेडिट द्वारा तय की गई थी वह कुछ समय के लिए निश्चित रहता है और बाजार के बदलावों को देखते हुए बाजार के घटनाक्रम को देखते हुए हमें इसे बदलना होगा या क्रेडिट पॉलिसी के साथ खेलने के लिए तो दूसरे समाधान का परिणाम है उस क्रेडिट पॉलिसी का संग्रह भी महत्वपूर्ण हिस्सा है इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि रिसिवेबलस पाने के लायक नहीं हैं अब जब आप क्रेडिट को अल्पकालिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है वे लंबी अवधि के लिए नीति में परिवर्तन नहीं करते हैं लेकिन अल्पावधि के लिए उन्हें कुछ बदलाव करने होंगे जहां अन्यथा नीति समान रहती है और हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं या किसी भी परिवर्तन को प्रभावित करते हैं लेकिन कुछ अल्पावधि समस्या से निपटने के लिए कुछ क्षणिक समस्याएं हैं हमें क्रेडिट पॉलिसी शर्तों पर बाजार में अधिक बिक्री करने में सक्षम नहीं हैं शायद नकदी पर भी इसलिए हमें इसे कुछ समय के लिए ढीला करना होगा कुछ अल्पकालिक बदलाव करने होंगे और फिर हमें यह देखना होगा कि क्या क्रेडिट में छूट की वजह से इसलिए यदि यह संभव है तो हम इसे समय के लिए ढीला कर सकते हैं और फिर हम उस इन्वेंट्री द्वारा प्रदान किया जाता है तो हम उसी क्रेडिट पॉलिसी पर खरीदना चाहते हैं और वे खरीद नहीं सकते हैं और उत्पादन और बिक्री को बनाए रखने के लिए उसी स्तर पर जो हम स्थिर बाजार में दे रहे हैं इसलिए हमें विस्तारित क्रेडिट खातों में और नए बाजार में प्रवेश करने के लिए कुछ समय हमें ऋण नीतियों में ढील देना होगा और हमें क्रेडिट अवधि पर बेच रहे हैं और उसी छूट पर और अन्य सभी नियमों और शर्तों पर लेकिन कभी कभी मौजूदा खरीदार के लिए भी फिर हम इसे ढीला करते हैं हम उनसे बहुत स्पष्ट रूप से संवाद करते हैं कि यह एक विशेष मामला है हम 60 दिनों के लिए 75 या 90 दिनों के लिए विस्तारित क्रेडिट के लिए या ग्राहकों को शिथिल शर्तों पर लेकिन एक अस्थायी आधार पर और इसके खरीदारों को भी बताया मानक ग्राहकों को भी यह परिवर्तन थोड़े समय के लिए है यह कोई स्थायी परिवर्तन नहीं है तो आपको इसके बारे में बहुत सावधान रहना होगा और अगली बार हम आपको वही क्रेडिट की मदद लेनी होगी यह है कि हम अकाउंट्स रिसिवेबलस देने जा रहे हैं और लाभ स्वीकार्य है या नहीं या हम स्थिति को समाप्त करने जा रहे हैं जहां लाभ निश्चित रूप से होने जा रहा है और यहां तक कि लाभ का एक हिस्सा खराब ऋणों में भी बदल जाता है या बिक्री का हिस्सा वसूली योग्य नहीं है क्योंकि लाभ एक क्रेडिट पर लाभ नहीं देता है तब वह लाभ हमें स्वीकार्य है इसलिए इंक्रीमेंटल चेंज द्वारा कुछ अल्पावधि परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है फिर इसके बारे में कैसे जाना जाए इसलिए क्या कोई मॉडल का उपयोग कर सकते हैं और हम यह मूल्यांकन करने का प्रयास कर सकते हैं कि क्या हम ऋण नीति को शिथिल करके और बाजार में बेचकर लाभदायक स्थिति में परिणत होने जा रहे हैं या हमें कुछ लाभ होने वाला है या कुछ नुकसान तो अगर आप बहुत ही कम लाभ के लिए जा रहे हैं और फिर भी अगर आपको नुकसान होने वाला है फिर भी हम नीति को शिथिल नहीं करने जा रहे हैं इन सभी गणनाओं के बाद क्या लाभ की उम्मीद है फिर हाँ हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना होगा क्योंकि अन्यथा इन्वेंट्री के रूप में रखने से समस्याएँ पैदा होंगी सही इसलिए हम इस बारे में सोच सकते हैं कि लाभ होना चाहिए और लाभ पर्याप्त होना चाहिए यह नाममात्र का लाभ नहीं है यह एक अच्छी सुविधा नहीं है कम से कम यह लाभ का आंकड़ा होना चाहिए पर्याप्त लाभ होना चाहिए तभी हम अल्पकालिक ऋण नीति में बदलाव के पक्ष में फैसला लेने वाले हैं तो आइए जानें कि क्रेडिट पॉलिसी में अल्पकालिक परिवर्तनों का मूल्यांकन कैसे करें हमें एक छोटी सी समस्या है जो हमने यहां काम किया है और हम इसका पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इसका समाधान कैसे खोजा जाए उदाहरण के लिए कहें कि हमारे यहाँ एक समस्या है कि बीटा लिमिटेड को धीमी गति से चल रही इन्वेंट्री बिक्री नहीं है यह अजीबोगरीब मामला है कंपनी तक प्रगति करना तो उनकी नीति 0 क्रेडिट पर बेची जाने वाली वस्तुओं की लागत के बारे में बात करते हैं संग्रह व्यय सहित यह बिक्री मूल्य का 80 है इस तरह की स्थिति में ही हम परिवर्तनशील लागत परिवर्तन पर विचार करते हैं जो केवल बहुत अल्पावधि के लिए हैं अल्पावधि में फिक्स्ड कॉस्ट उपलब्ध है

यहाँ भी न्यूनतम 20 फंड पर बेचने के बारे में सोचना होगा है ना अब हम इस स्थिति का मूल्यांकन करते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करें कि हम स्थिति का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं क्या इसके लिए कोई मॉडल में ढील दे रहे हैं और इसे 375 करोड़ में बेच रहे हैं हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम कितनी अतिरिक्त बिक्री करने जा रहे हैं हमारे पास कितनी अतिरिक्त लागतें हैं हमारे पास कितने अतिरिक्त बुरे ऋण हैं और इन सभी कारकों के कारण हमारे पास कितना अतिरिक्त संग्रह है इस मॉडल का मूल्य क्या है जो यहाँ महत्वपूर्ण विचार है इसलिए हम यहां देखेंगे कि इस प्रकार की स्थिति से कैसे निपटा जाए इसलिए क्रेडिट पॉलिसी है हमारी समस्या में हम यहाँ देख रहे हैं अगर हम 375 करोड़ से अधिक की बिक्री कर रहे हैं तब यह इंक्रीमेंटल प्रॉफिट क्या प्रतिशत फिर से v b खराब ऋण हानि की अपेक्षा करता है अतिरिक्त खराब बिक्री के प्रतिशत के रूप में खराब ऋण हानि की उम्मीद है खराब ऋण घाटे के रूप में अपेक्षित सही हैऔर अब मेरे पास है यहाँ मेरे पास अवसर है पूंजी की अवसर लागत प्रतिशत के संदर्भ में पूंजीगत लागत यह i और c क्या है और यहाँ हमारे पास कुछ शब्द हैं जिन्हें c कहा जाता है यह क्रेडिट में सब कुछ ठीक किया है इसके परिणामस्वरूप बिक्री में वृद्धि होगी इसलिए हमने यहां सब कुछ का उल्लेख किया ताकि आप बता सकें कि हम कितना इंक्रीमेंटल प्रॉफिट नहीं होगा तो हम ढिलाई नहीं करेंगेऔर हमें अतिरिक्त बिक्री के लिए क्यों जाना चाहिए हाँ यदि कोई इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम केवल परिवर्तनीय लागतों पर विचार करते हैं क्योंकि परिवर्तन केवल अल्पावधि हैं और दीर्घकालिक नहीं इसलिए यदि दीर्घकालिक परिवर्तन होता है मुझे लगता है हम इस पर विचार कर सकते हैं निश्चित लागत के रूप में भी लेकिन अगर हम अल्पकालिक परिवर्तन करने जा रहे हैं तो केवल परिवर्तनीय लागतों को "a" और "b" माना जाना चाहिए जो अनुमानित ऋण हानि है क्योंकि जब हम क्रेडिट नीति को शिथिल करते हैं यहां तक कि मौजूदा खरीदार जो खरीद रहे हैंउदाहरण के लिए अगर हम नकदी पर 100 बेच रहे हैं फिर खरीदार या वितरण के चैनल नकद पर उनसे खरीदने के लिए तैयार हैं और इसे बाजार में बेचते हैं लेकिन अगर कंपनी कीमत चुकाएगी और ग्राहक को फायदा होगा तो उस स्थिति के परिणामस्वरूप आपके पास बुरे ऋण भी होंगे और हर जगह हमने इसे व्यापार के इतिहास में पाया है कि जब आप क्रेडिट पर बेचते हैं तो सभी बिक्री एकत्र नहीं की जाती हैं बिक्री का वह हिस्सा अपरिवर्तनीय रहता है उस स्थिति में बैंक यह भी देखते हैं कि कब ऋण दिए जाते हैं 100 ऋण वापस नहीं मिलते हैं ऋण का हिस्सा खराब हो जाता है और बैंक घाटे का डंक झेलता है यहां हम अतिरिक्त खराब ऋणों की उम्मीद कर रहे हैं अतिरिक्त बिक्री के प्रतिशत के रूप में तब i यहां अवसर लागत है क्या अकाउंट्स रिसिवेबलस अन्य जगह भी उपलब्ध है i को यहां निवेश करना है और अतिरिक्त जोखिम उठाएं और c क्रेडिट में ढील के कारण तो कितने क्रेडिट अवधि 90 दिनों तक है इसलिए हमें 90 दिनों का समय लेना होगा और नया बुरा ऋण बोलो यह 2 है और बेची गई वस्तुओं की लागत वेरिएबल कॉस्ट की मदद से इस स्थिति का आसानी से मूल्यांकन कर सकते हैं और यहां हमें देखना होगा तो हमें p का पता लगाना होगा ठीक है छोटा p गणना के लिए कितना है पहली बात s 375 अतिरिक्त बिक्री है हम 1 माइनस है तो अवसर लागत क्या है अवसर लागत 020 है वेरिएबल कॉस्ट 20 यह 80 की अवसर लागत है और फिर क्योंकि निवेश केवल 80 है न कि 100 और फिर 90 क्रेडिट इसलिए हमें 5270 करोड़ का इंक्रीमेंटल प्रॉफिट की समस्या का सामना कर रही थी इसलिए उन्होंने सोचा कि इन्वेंट्री में निवेश नहीं की गई है इसलिए निवेश लागत समान है लेकिन वहन लागत बच जाएगी क्योंकि उनका गोदाम खाली हो जाएगा इसलिए उन्हें गोदाम स्थान की आवश्यकता नहीं है लोगों को देखभाल करने की भी आवश्यकता नहीं है कि वे अप्रचलन लागत को बचाने जा रहे हैं कुछ भी जो हैंडलिंग लागत या वहन लागत से संबंधित है वह बच जाएगा और अगर उस लागत को यहां माना जाता है तब वह लागत अब आप कह सकते हैं कि लाभ में वृद्धि करेगा में कहना चाहूंगा लाभ में कोई कमी नहीं लाभ में वृद्धि अच्छी है तो आपको उस लागत को ध्यान में रखना होगा वहां आपको उस लागत की गणना करनी होगी हमारे पास वास्तव में मॉडल के अनुपात के रूप में आपको इसे लेना पड़ेगा जैसा जो बेची गई वस्तुओं की लागत का एक प्रतिशत है तो इसका मतलब है g बच जाएगा और उस g को यहाँ लाभ में जोड़ा जाएगा इसलिए क्योंकि हमने यहाँ लाभ की गणना की है जो कि 5270 करोड़ है चलो अब हम मान लेते हैं इसमें g शायद 05 है यह g है यह 05 है हमने g मान लिया है तो अब क्या होगा p बन जाएगा यह 5270 करोड़ रुपए 0005 रुपए है इसे 375 से गुणा करना होगा क्योंकि यह gsb 375 से गुणा है 080 यदि आप इसे हल करते हैं तो यह लाभ 5420 करोड़ रुपये हो जाएगा 5420 करोड़ है यह 5270 करोड़ नहीं है यह 5420 करोड़ हो जाएगा तो p 54 होगा छोटा p 5420 करोड़ होगा तो यह क्रेडिट पॉलिसी में बदलाव का वास्तविक प्रभाव है और वह भी अल्पकालिक परिवर्तन इसलिए हमने यहां अतिरिक्त लाभ देखा है बाजार में बेचकर 375 करोड़ के लिए हमें यहां 5420 करोड़ का अतिरिक्त लाभ होने जा रहा है जो पर्याप्त मात्रा में है और हम यहां देख सकते हैं यदि आप गणना करते हैं क्योंकि जब हम 375 के बारे में बात कर रहे हैं 375 निवेश का हिस्सा नहीं है निवेश हम कर रहे हैं 80 क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट नीति में ढील देने और बाजार में ऋण का विस्तार करने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए क्योंकि यहां हम मान सकते हैं कि बिक्री का हिस्सा भी खराब कर्ज के रूप में 2 तक है लेकिन अगर इससे ज्यादा है वहाँ भविष्य में भी बुरा ऋण होने जा रहे हैं उदाहरण के लिए यह 2 नहीं है यह 3 है फिर भी मुझे लगता है कि यह लाभ उन नुकसानों की भरपाई करने में सक्षम होगा और अंत में हम ऐसी स्थिति में होने जा रहे हैं जहां अल्पावधि के लिए क्रेडिट पॉलिसी नीति को शिथिल करना बेहतर है क्योंकि यह हमें विविध प्रभाव देगी इसके बाद के प्रभाव कई हैं क्योंकि जब आप बाजार में जा रहे हैं और क्रेडिट कह सकते हैं आपकी बाजार में उपस्थिति बढ़ जाती है और इसके साथ आपका बाजार प्रदर्शन बढ़ता है बाजार में हिस्सेदारी बढ़ जाती है प्रारंभ में जब हम अल्पकालिक नीति परिवर्तनों को प्रभावित कर रहे हैं हम बिक्री 375 करोड़ बढ़ा रहे हैं अगर मैं इसे दीर्घकालिक पर खर्च करने और लंबी अवधि के आधार पर ढीला करने के बारे में सोचता हूं और यह बाजार में संदेश दे सकता है कि यह कंपनी दे रहे हैं इसलिए मुझे लगता है कि इस मामले में यह बहुत उपयोगी प्रस्ताव होने जा रहा है और कई लोग कंपनी के समग्र प्रदर्शन को बढ़ाएगा स्थिति का मूल्यांकन करके और इस मॉडल होता है और वह लाभ स्वीकार्य है या नहीं यहां जब मैं बात कर रहा हूं तो लाभ है जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह आंकड़ा सकारात्मक मतलब लाभदायक होना चाहिए और लाभ पर्याप्त होना चाहिए इसलिए हमने इसमें देखा है इस मामले में यह पर्याप्त लाभ है लेकिन अगर लाभ कम है अल्पकालिक नीति का मूल्यांकन करने के बाद भी हमें दीर्घकालिक नीति परिवर्तनों के लिए जाना होगा और जब आप दीर्घकालिक नीति परिवर्तनों के बारे में बात करते हैं तो कुछ और कारकों को ध्यान में रखना होगा क्योंकि निर्माताओं के लिए दीर्घकालिक नीति में उनका नंबर एक परिवर्तन है अकाउंट्स रिसिवेबलस में दीर्घकालिक परिवर्तनों का मूल्यांकन कैसे करें मैं अगली कक्षा में आपके साथ चर्चा करूंगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद